नमस्कार I मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स के एक और मोड्यूल वायरलेस कम्युनिकेशन के ऐस्टीमेशन में आपका स्वागत है I तो हम इक्वलाइजेशन की ओर देख रहे हैं और हमने कहा कि वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम या वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल के लिए इक्वलाइजेशन जरूरी है जिसमें इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस है सही है तो बस आपकी याद को ताज़ा करने के लिए हमने एक सिस्टम मॉडल को देखा जिसमें प्राप्त सिंबल y k h 0 गुना x k h 1 गुना x k 1 अच्छा v k v k नॉयस के बराबर है हमने कहा कि यह समय k पर प्राप्त सिंबल है यह समय k पर संचारित सिंबल है जो कि x k है समय k पर संचारित सिंबल और k - 1 समय पर x k - 1 पिछला संचारित सिंबल है तत्काल समय k - 1 पर पिछला संचारित सिंबल हैI इसलिए y k न केवल x k पर निर्भर करता है बल्कि यह x k - 1 पर भी निर्भर करता है I x k का पता लगाने में x k 1 से इंटरफेयरेंस है यह x k 1 है जो पिछले सिंबल x k से इंटरफेयर कर रहा है जो वर्तमान सिंबल है यह इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस के रूप में जाना जाता है सही है इसलिए इस घटना को मूल रूप से ISI या इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस कहा जाता है और यहाँ भी हमने कहा कि हम एक 2 टैप चैनल पर विचार कर रहे हैं यह h 0 h 1 चैनल टैप्स हैं इसलिए h 0 h 1मूल रूप से हमने कहा है कि यह एक L बराबर 2 टैप चैनल है यही है h 0 h 1 को वायरलेस चैनल टैप्स के रूप में जाना जाता है और हमारे पास 2 टैप्स हैं जो कि h 0 और h 1 है इसलिए टैप की संख्या L है जो कि 2 के बराबर है एक सामान्य L के लिए हमारे पास h 0 h 1 से लेकर h L 1 तक L टैप है जो कि L वायरलेस चैनल है जिसके लिए टैप्स को कॉफिशिएंट्स h 0 h 1 से h L 1 से निरूपित किया जाता है हमने कहा कि हम इस इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस को हटाना चाहते हैं इंटर सिंबल इंटरफेरेंस कम्युनिकेशन की परफॉर्मेंस को कम करता है इसलिए हम रिसीवर पर इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस को हटाना चाहते हैं इसे इक्विलाइज़ेशन कहा जाता है तो हमने कहा ISI इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस परफॉर्मेंस के नुकसान को प्रमाणित करती है या परफॉर्मेंस को कम करती है ISI को हटाना जैसा कि ISI या इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस को हटाना और यह वास्तव में इक्विलाइजेशन कहा जाता है ISI इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस को हटाने को इक्वलाइजेशन कहा जाता है या इसे चैनल इक्वलाइजेशन के रूप में भी जाना जाता है औपचारिक रूप से इसे चैनल इक्वलाइजेशन के रूप में जाना जाता है और साधारणतया इसे इक्विलाइजेशन कहा जाता है सब ठीक है यह मूल रूप से इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस को हटाना हैसही है और हमने कहा इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस को हटाने के लिए हम 3 प्राप्त सिंबल्स का उपयोग करने जा रहे हैं यही है जो हम निर्माण करने जा रहे हैं जैसा कि हम एक 3 टैप इक्विलाइजर को प्रयोग करने जा रहे हैं तो इक्विलाइजर इक्विलाइजेशन के लिए कार्यरत है ठीक है तो इक्विलाइजर मूल रूप से फ़िल्टर है जो कि इक्विलाइजेशन के लिए कार्यरत है इक्विलाइजर फ़िल्टर है जो कि इक्विलाइजेशन के लिए प्रयोग किया जा रहा है हमने कहा हम इक्विलाइजेशन के लिए प्राप्त सिंबल्स y k 2 y k 1 y k को नियोजित करने जा रहे हैं हम एक 3 टैप जैसा R बराबर 3 टैप इक्विलाइजर का निर्माण कर रहे हैं हाँ जी तो हमने कहा हम निर्माण करने जा रहे हैं हम 3 सिंबल का उपयोग करने जा रहे हैं जो कि y k 2 y k 1 और y k है यह सिंबल्स की संख्या है जिसका उपयोग इक्विलाइजेशन के उद्देश्य के लिए किया जाता है R बराबर 3 है इसलिए इसे 3 टैप इक्विलाइजर के रूप में भी जाना जाता है ठीक है तो अब हम इन प्राप्त सिंबल्स y k y k 1 y k 2 के समीकरणों को लिखते हैं और यह भी जो हमने पिछले समय लिखा है तो y k बराबर h 0 x k h 1 x k 1 v k y k 1 बराबर h 0 x k 1 h 1 x k v k 1 और y k 2 बराबर h 0 x k 2 h 1 x k 1 v k 2 है हाँ जी इसलिए मूल रूप से अब हम y k y k 1 और y k 2 के लिए समीकरण लौटाते हैं इसलिए हमने इन 3 सिंबल्स के समीकरण लिखे हैं अब देखते हैं कि y k यहां x k और x k 1 पर निर्भर करता है इसलिए y k 1 मूल रूप से x k 1 पर निर्भर करेगा और x k से इंटरफेयरेंस होगा जो कि x k 1 का पिछला सिंबल है इसी तरह y k 2 संचारित सिंबल x k 2 पर निर्भर करेगा और पिछले सिंबल से इंटरफेयरेंस होगी जोकि x k 1 है और ऐसे ही आगे भी इसलिए यह वह मॉडल है जिसे हम नियोजित कर रहे हैं जो कि इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस मॉडल है अब हम इन y k 2 y k 1 y k को वेक्टर के रूप में लिखने जा रहे हैं इसलिए मैं इन्हें एक वेक्टर के रूप में लिखने जा रही हूं इसलिए एक बार जब मैं इन्हें वेक्टर की तरह स्टैक करती हूं तो मेरे पास y k 1 y k 2 y k है जो कि बराबर है आप देख सकते हैं यह मैट्रिक्स h 0 h 1 0 0 0 h 0h 10 0 0 h 0 h 1 के रूप में लिखा जा सकता है मैट्रिक्स h गुना वेक्टर x k 2 x k 1 x k x k 1 वेक्टर नॉयस वेक्टर जो v k 2 v k 1 और v k है और अब हम इसे वेक्टर y bar k कहते हैं जिसमें y k 1 y k 2 y k है इसे हम मैट्रिक्स H कहते हैं इसलिए y bar k यह आपका r क्रॉस 1 वेक्टर है r इस मामले में 3 के बराबर है इसलिए यह 3 क्रॉस 1 है H मूल रूप से r क्रॉस r L 1 है r बराबर है 3 के इसलिए यह 3 क्रॉस 3 L बराबर 2 2 1 है जो 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स के बराबर है यह x bar k है जो मूल रूप से r L 1 क्रॉस 1 है इसलिए यह r L 1 क्रॉस 1 है जो 4 क्रॉस 1 के बराबर है और यह आपका वेक्टर v bar k है जो r क्रॉस 1 है यह मूल रूप से एक 3 क्रॉस 1 वेक्टर है तो मेरे पास यह सिस्टम मॉडल है अब मैंने इसे वेक्टर रूप में परिवर्तित कर दिया है जिसमें मेरे पास सिस्टम मॉडल y bar k है जो मैट्रिक्स H गुना x bar k v bar k के बराबर है ठीक है तो मुझे लिखने दो कि मेरे पास y bar k है जो H गुना x bar k v bar k के बराबर है यह ISI चैनल के लिए वेक्टर मॉडल है यही ISI चैनल के लिए कम्युनिकेशन चैनल है या ISI मूल रूप से इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस है यह इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस के साथ कम्युनिकेशन चैनल हैI यह इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस कम्युनिकेशन चैनल के लिए वेक्टर मॉडल है अब हमें इक्विलाइज़र डिजाइन करना है याद रखें हम एक 3 टैप इक्विलाइजर को डिजाइन कर रहे हैं जैसे कि R 3 के बराबर है इसलिए इक्विलाइजरके टैप्स को C 0 C 1 C 2 द्वारा निरूपित किया जाए तो चलो इक्विलाइजर के टैप्स को C 0 C 1 C 2 द्वारा निरूपित करते हैं इसे C bar वेक्टर द्वारा दर्शाया जा सकता है जो C 0 C 1 C 2 के बराबर है तो यह भी आपका इक्विलाइजर वेक्टर है आप इसे इक्विलाइजर वेक्टर के रूप में सोच सकते हैं इक्विलाइजर वेक्टर क्या है यह एक r वेक्टर है जिसमें इक्विलाइजर के टैप्स हैं जो C 0 C 1 से C r है क्योंकि हम r को 3 टैप इक्विलाइजर के बराबर मान रहे हैं हमारे पास C 0 C 1 से C 2 हैं ये 3 टैप्स हैं ठीक है अब जैसा कि हमने पिछली बार कहा था कि इक्विलाइजर क्या है अनिवार्य रूप से यह आउटपुट सिंबल्स y k y k 1 y k 2 का एक वेटिड लीनियर संयोजन लेता हैठीक है और मूल रूप से उस वेटिड लीनियर संयोजन के साथ हम x k पर इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस को समाप्त करना चाहते हैं और हम ऐसा कैसे करते हैं तो हम y k 2 y k 1 और y k का वेटिड लीनियर संयोजन लेते हैं और यह हम मूल रूप से वेटिड लीनियर संयोजन के रूप में करते हैंइसे इस रूप में दिया गया है C 0 गुना y k 2 C 1 गुना y k 1 C 2 गुना y k इसलिए यह वेटिड लीनियर संयोजन है जिसे हम x k पर इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस को हटाने के लिए दर्शा रहे हैं ठीक है तो हम इस लीनियर संयोजन को दर्शा रहे हैं हम इसे इस तरह से रखते हैं इंटरफेयरेंस को दूर करने के लिए हम x k के लिए इंटरफेयरेंस को हटाने के लिए इस वेटिड लीनियर संयोजन को दर्शा रहे हैं और इसलिए अब मैं इसे इस रूप में लिख सकती हूं मैं इस लीनियर संयोजन को एक रो वेक्टर C 0 C 1 C 2 गुना कॉलम वेक्टर yk 2 yk 1 गुना yk के रूप में लिख सकती हूं जो रो वेक्टर C 0 C 1 C 2 गुना कॉलम वेक्टर yk 2 yk 1 गुना y k है और अब इसे देखो यह रो वेक्टर कुछ भी नहीं है लेकिन C bar ट्रांसपोज़ है जो कि इक्वलाइज़र वेक्टर गुना y bar k का ट्रांसपोज़ है तो यह मूल रूप से C bar ट्रांसपोज़ y bar k है यह इक्वलाइज़र ऑपरेशन है तो मूल रूप से इक्वलाइज़रका ऑपरेशन यह इक्वलाइज़र क्या करता है यह सिंबल्स y k 2 y k 1 y k का एक वेटिड लीनियर संयोजन कर रहा है सब ठीक है और वह C 0 गुना yk 2 C 1 गुना yk 1 C 2 गुना yk है जिसे इक्वलाइज़र वेक्टर C bar ट्रांसपोज़ के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जो रो वेक्टर C 0 C 1 C 2 गुना कॉलम वेक्टर y bar k है जो yk 2 yk 1 y k है अब अगर मैं ऊपर से y bar k के लिए समीकरण को प्रतिस्थापित करती हूं इसे देखिए हम पहले से ही y bar k का समीकरण निकाल चुके हैं y bar k बराबर है H x bar k v bar k के I तो अब y bar k को प्रतिस्थापित करते हैं y bar k के बराबर h x bar k v bar k को प्रतिस्थापित करते हैं I अच्छा मेरे पास C bar ट्रांसपोज़ y bar k C bar ट्रांसपोज़ H x bar k v bar k के बराबर है Iअब ब्रैकेट्स को हटाने से मेरे पास C बार ट्रांसपोज़ H x bar k C bar ट्रांसपोज़ v bar k है अब हम इस मात्रा को देखते हैं C bar ट्रांसपोज़ H x bar k जो मूल रूप से कुछ रो वेक्टर गुना x bar k के बराबर होता है जो x k 2 x k 1 x k x k 1 है यह मूल रूप से x bar k है तो मैं C बार ट्रांसपोज़ H x bar k के रूप में कुछ रो वेक्टर गुना कॉलम वेक्टर x bar k की तरह लिख सकती हूं अब सवाल यह है कि यह रो वेक्टर C bar ट्रांसपोज़ H क्या होना चाहिए इसलिए यदि मैं इस रो वेक्टर को देखती हूं तो यह क्या होना चाहिए और मैं यह सवाल पूछती हूं कि यह रो वेक्टर क्या होना चाहिए आदर्श रूप से यह रो वेक्टर 0 0 1 0 होना चाहिए ताकि जब मैं इस रो वेक्टर को x bar k से गुणा करूं तो मुझे 0 गुना x k 2 0 गुना x k 1 1 गुना x k 0 गुना x k 1 मिले जो कि x k है तो हम वास्तव में इच्छा करते हैं मुझे यह स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए और यह एक महत्वपूर्ण नोट है इसलिए इस बात को समझना महत्वपूर्ण है देखें कि हमारे पास C bar ट्रांसपोज़ H गुना x bar k है अब हमें इक्विलाइज़र C bar को कैसे डिज़ाइन करना चाहिए आदर्श रूप से हम चाहते हैं कि C bar ट्रांसपोज़ H को रो वेक्टर 0 0 1 0 के रूप में रखें ताकि जब इसे x bar k से गुणा किया जाए तो x k 2 x k 1 और x k 1 से इंटरफेयरेंस हटा दिया जाए और जो हमारे साथ बचा है वह है x k इसलिए आदर्श रूप से हम चाहते हैं कि C bar ट्रांसपोज़ H 0 0 1 0 के बराबर हो अब हमें वह बिल्कुल सही नहीं मिल सकता है मतलब वह C bar ट्रांसपोज़ H वास्तव में बिल्कुल 0 0 1 0 नहीं हो सकता है चाहे एकदम सही नहीं लेकिन हम कम से कम लगभग जितना संभव हो करीब लाना चाहते हैं यह विचार है तो C बार ट्रांसपोज़ H जितना संभव हो बिल्कुल 0 0 1 0 होना चाहिए यदि ठीक से संभव नहीं है तो कम से कम सर्वोत्तम संभव सन्निकटन वेक्टर 0 0 1 0 के करीब होना चाहिए और वह इक्विलाइज़र के बीच की बात है कि हम चाहते हैं कि C bar ट्रांसपोज़ H सबसे अच्छा सन्निकटन है कि C bar ट्रांसपोज़ H को लगभग 0 0 1 0 के रूप में यथासंभव सर्वोत्तम होना चाहिए इसलिए हम जो इच्छा करते हैं वह 0 0 1 0 है जो C बार ट्रांसपोज़ H के लगभग बराबर होना चाहिए अब दोनों तरफ ट्रांसपोज़ लेते हैं यानी हमारे पास 0 0 1 0 ट्रांसपोज़ C bar ट्रांसपोज़ H ट्रांसपोज़ के बराबर है या मूल रूप से लगभग इस मात्रा के बराबर होना चाहिए अब इसलिए यदि आप इसका ट्रांसपोज़ करते हैं तो रो वेक्टर कॉलम वेक्टर बन जाएगा इसलिए मेरे पास 0 0 1 0 बिल्कुल बराबर या C ट्रांसपोज़ H ट्रांसपोज़ H ट्रांसपोज़ गुना C bar के सन्निकट होना चाहिए हां जी तो हमारे पास यह कॉलम वेक्टर 0 0 1 0 होना चाहिए जो H ट्रांसपोज़ गुना C bar के बहुत करीब होना चाहिए H ट्रांसपोज़ गुना C bar जितना संभव हो उतना 0 0 1 0 के करीब होना चाहिए और स्वाभाविक रूप से हमने ऐसा करने के लिए पहले से ही एक रूपरेखा देखी है यह स्क्वेयर्ड ऐरर को कम करने के लिए है जब हम चाहते हैं कि सन्निकटन बहुत अच्छा हो हम जो करना चाहते हैं वह मूल रूप से त्रुटि को यथासंभव कम करना है जिसका अर्थ है कि मूल रूप से हमें उस वेक्टर C bar पर विचार करना होगा जो त्रुटि का न्यूनतम मानदंड देता है और जो हमें लीस्ट स्क्वेयर्स सोल्यूशन की ओर ले जाता है तो हम वास्तव में क्या करना चाहते हैं मूल रूप से हम ऐसा करना चाहते हैं अगर हम इस वेक्टर को 1 bar 2 से निरूपित करते हैं या यदि हम इस वेक्टर को उचित रूप से निरूपित करना चाहते हैं तो जैसे कि मूल रूप से 1 bar 2 मान लें यह क्या है इसे देखो इसमें 1 दूसरे स्थान पर है यदि आप इसे 0 स्थान कहते हैं इसे पहला स्थान कहते हैं इसे दूसरा स्थान कहते हैं इसे तीसरा स्थान कहते हैं इसमें 1 दूसरे स्थान पर है और जीरो बाकी सब जगह है I तो यह है तो वेक्टर 1 bar 2 के साथ चिह्नित करते हैं इसलिए 1 bar 2 लगभग H ट्रांसपोज़ C bar के बराबर होना चाहिए जिसका मतलब है कि मुझे त्रुटि 1 bar 2 को कम करना होगा H ट्रांसपोज़ C bar I बेशक 1 bar 2 एक वेक्टर है H ट्रांसपोज़ C bar एक वेक्टर है इसलिए जब मैं कहती हूं कि त्रुटि को कम करें क्योंकि यह एक वेक्टर है मुझे त्रुटि या स्क्वेयर्ड ऐरर के मानक को कम करके देखना होगा I यह त्रुटि के मानक को कम करने के रूप में एक ही बात है इसलिए मूल रूप से अब लीस्ट स्क्वेयर्स कॉस्ट कॉफंक्शन को जन्म देती है और यही बात है तो इक्वलाइज़र C bar तो सबसे अच्छा इक्वलाइज़र C bar यह क्या करता है यह कम करता है यह 1 bar 2 का न्यूनतम है H ट्रांसपोज़ C bar का पूरा वर्ग यह सबसे अच्छा इक्वलाइज़र C bar है जो ऐसा है कि H ट्रांसपोज़ C bar जितना संभव हो इस वेक्टर 0 0 1 0 के करीब है तो हम मूल रूप से विचार कर रहे हैं कि C bar जिसमें कम से कम त्रुटि है जो कि 1 bar 2 की त्रुटि को कम करता है 1 bar 2 H ट्रांसपोज़ C bar जो मूल रूप से लीस्ट स्क्वेयर्स सोल्यूशन है और अब आप देख सकते हैं यह वास्तव में लीस्ट स्क्वेयर्स सोल्यूशन है क्योंकि इस H को देखें H का आकार H 3 क्रॉस 4 है तात्पर्य यह है कि H ट्रांसपोज़ 4 क्रॉस 3 है अर्थ है कि H ट्रांसपोज़ में कॉलम्ज की तुलना में रोज़ अधिक हैं H ट्रांसपोज़ मैट्रिक्स H ट्रांसपोज़ में कॉलम्ज की तुलना में रोज़ अधिक होती हैं इसलिए H ट्रांसपोज़ एक लंबा मैट्रिक्स है और यह ठीक उसी तरह की समस्या है जिसके लिए हमारे पास लीस्ट स्क्वेयर्स सोल्यूशन है ठीक है इसलिए हमें याद है कि पहले हमारे पास y x गुना H bar के बराबर था जिसमें पायलट मैट्रिक्स H में कॉलम्ज की तुलना में रोज़ अधिक थीं यहां पर अवलोकन है कि हमारे पास कुछ एक समान है बजाय कुछ अलग संदर्भ के यह इक्विलाइजेशन के संदर्भ में है उदाहरण के लिए अगर मुझे एक समानांतर खींचना है एक सटीक समानांतर नहीं लेकिन सिर्फ परिप्रेक्ष्य में लीस्ट स्क्वेयर्स के दृष्टिकोण से मेरे पास y X h bar मानक वर्ग था और समाधान मूल रूप से था आपका h hat X ट्रांसपोज़ X इन्वर्स X ट्रांसपोज़ y bar के बराबर है जो कि लीस्ट स्क्वेयर्स सोल्यूशन है अब मैं जो कुछ भी कर रही हूं वह मेरे y bar को 1 bar 2 से बदल रही है X बराबर है तो मेरा y bar इस उदाहरण में इक्विलाइजेशन के लिए y bar मूल रूप से आपका वेक्टर 1 bar 2 है आपका वेक्टर x कुछ भी नहीं है लेकिन मैट्रिक्स H ट्रांसपोज़ और मैं C bar का अनुमान लगाने की कोशिश कर रही हूं जो H bar की भूमिका निभाता है तो यहाँ मेरा इक्वलाइज़र C bar मूल रूप से H ट्रांसपोज़ ट्रांसपोज़ गुना H ट्रांसपोज़ इन्वर्स गुना H ट्रांसपोज़ ट्रांसपोज़ 1 bar 2 है जो कि लीस्ट स्क्वेयर्स सोल्यूशन है और वह C bar H H ट्रांसपोज़ के बराबर है C बार H H ट्रांसपोज़ H H ट्रांसपोज़ इन्वर्स H गुना 1 bar 2 के समान है यह इक्वलाइज़र का समाधान है अब आप देख सकते हैं यह इसका समाधान है यह मूल रूप से आपका इक्विलाइजर है जो C इक्विलाइजर C bar है यह मूल रूप से इक्वलाइज़र C bar है जो H H ट्रांसपोज़ इन्वर्स H गुना वेक्टर 1 bar 2 है यह मूल रूप से इक्वलाइज़र है और हमने पहले ही मैट्रिक्स H परिभाषित किया है सही है और 1 bar 2 वह वेक्टर भी है जिसे हमने पहले परिभाषित किया है लेकिन बस फिर भी दोबारा से पुष्टि करने के लिए कि बस आपको फिर से याद दिलाने के लिए 1 bar 2 वेक्टर 0 0 1 0 है और यदि आपको याद है तो यह मैट्रिक्स H है जो चैनल कॉफिशिएंट्स h 0 h 1 0 0 0 h 0 h 1 0 0 0 से गठित है और यह प्रतिस्थापन करने पर हमें इक्विलाइजर मिलता है जो C bar है और एक बार आपके पास इक्विलाइजर होने के बाद परिणामी इक्विलाइज्ड सिंबल x hat k को याद करें x hat k जो कि इक्विलाइज़्ड सिंबल है जो कि x hat k C bar ट्रांसपोज़ y bar k के बराबर है जो मूल रूप से अब आप देख सकते हैं कि C 0 गुना yk 2 C 1 गुना yk 1 C 2 गुना y k के बराबर है यह इक्विलाइजर है तो यह है कि आप कैसे इक्वलाइज़ करते हैं कि आप C 0 टैप्स C 0 C1 C 2 को H H ट्रांसपोज़ इन्वर्स गुना H गुना वेक्टर 1 bar 2 के रूप में डिजाइन कर रहे हैं अब एक बार जब आप टैप्स C 0 C 1 C 2 प्राप्त कर लेते हैं तो आप उन्हें अपशिष्ट के रूप में उपयोग करने के लिए x hat k सिंबल का अनुमान प्राप्त करने के लिए रैखिक रूप से y k 2 y k 1 y k को C 0 गुना C 0 गुना yk 2 C 1 गुना y k 1 C 2 गुना y k के रूप में संयोजित करते हैं और वह मूल रूप से इक्विलाइजर की व्याख्या करता है तो हमने जो किया है वह दिलचस्प रूप से मूल रूप से है हमने इस मॉडल को साधारण L बराबर 2 टैप वायरलेस चैनल की इंटर सिम्बल इंटरफेयरेंस के लिए देखा है सही है हमने इसे मॉडल किया है हमने इस इंटर सिम्बल इंटरफेयरेंस चैनल के लिए वेक्टर मॉडल निकाला है और फिर हमने रिसीवर पर इंटर सिम्बल इंटरफेयरेंस को हटाने के लिए इस इक्विलाइजर के डिजाइन को प्रेरित किया है और हमने यह भी दर्शाया है कि इस इक्विलाइजर डिजाइन का प्रदर्शन किया जा सकता है लीस्ट स्क्वेयर्स समस्या तक कम किया जा सकता है मूल रूप से हमने यह प्रदर्शित किया है कि यह C bar सबसे अच्छा इक्विलाइजर है जो कम करता है त्रुटि 1 bar 2 को कम करता है H ट्रांसपोज़ C bar जो त्रुटि के स्क्वेयर्ड मान को न्यूनतम करता है और इस इक्विलाइजर C bar को लीस्ट स्क्वेयर्स सोल्यूशन के रूप में पाया जाता है और निश्चित रूप से अब हमने L बराबर 2 टैप्स के एक साधारण चैनल पर विचार किया है स्वाभाविक रूप से आप इसे L टैप्स के साथ बहुत सामान्य चैनल तक बढ़ा सकते हैं और निश्चित रूप से r टैप्स के साथ बहुत सामान्य इक्विलाइजर है यहां हमने r को 3 के बराबर माना है लेकिन निश्चित रूप से आप इसे फिर से बढ़ा सकते हैं इस उदाहरण के आधार पर आप सीधे तौर पर किसी भी मनमाने टैप्स नंबर के साथ एक परिदृश्य में बढ़ा सकते हैं बिलकुल सही तो यह मूल रूप से बड़े पैमाने पर इक्विलाइजर डिजाइन की व्याख्या करता है इसे 0 फॉर्सिंग इक्विलाइजर के डिजाइन के रूप में भी जाना जाता है यह संभवतः ध्यान देने योग्य है यह 0 फॉर्सिंग इक्विलाइजर के डिजाइन की व्याख्या करता है और हम इसे बेहतर समझने के लिए अगले लेक्चर में एक उदाहरण को देखेंगे धन्यवाद